नमस्कार हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के विभिन्न प्रोटोकॉल पर चर्चा कर रहे थे जो एप्लीकेशन लेयर में प्रमुख हैं और आज की चर्चा प्राथमिक रूप से FTP पर होगी लेकिन इससे पहले हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम का एक क्विक ओवरव्यू करेंगे अब क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म पर चर्चा करते हैंमुझे विश्वास है कि हम सभी इसको अच्छी तरह से जानते है लेकिन इसे समझने के लिए हम इस बात पर दोबारा ध्यान देंगे जैसा कि हम समझते हैं कि यह क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म इंटरनेट पर चल रहे विभिन्न एप्लीकेशन के लिए हमारे लिए एक प्रेडोमिनेंट पैराडिग्म है यह हमें दो नेटवर्क में एक दूसरे से बात करने में मदद करता है राइट तो बेसिक फिलॉसफी क्या है सर्वर प्रोग्राम और संबंधित क्लाइंट प्रोग्राम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं FTP कर रहा हूं तो FTP सर्वर और संबंधित FTP क्लाइंट होना चाहिए इसी तरह अगर मैं एक Telnet कह रहा हूं तो एक Telnet सर्वर होना चाहिए और एक Telnet क्लाइंट होना चाहिए और इस तरह सर्वर और क्लाइंट एक ही मशीन पर या अलग मशीन में हो सकते हैं यदि यह एक अलग मशीन है तो क्लाइंट को यह जानना होगा कि सर्वर कहां है और कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है इसलिए हम जो अंडरलाइनग लेवल पर बुनियादी लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पास कुछ एप्लिकेशन हैं जो नेटवर्क पर काम करेंगे और मूल रूप से इस नेटवर्क पर भरोसा करते हैं आमतौर पर TCPIP या OSI नेटवर्क मॉडल और एप्लिकेशन इस नेटवर्क पर चल सकते हैं राइट बाद में इस कोर्स में हम वेब सर्विसेज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जैसी कुछ अन्य चीजों पर ध्यान देंगे लेकिन प्रीडोमिनेंट एप्लीकेशन लेयर प्रोसेसिंग या जो हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन किया जाएगा हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को देखेंगे नेटवर्क एप्लिकेशन विकसित करने के लिए स्टैंडर्ड मॉडल है इसलिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं और क्लाइंट सर्वर की धारणा है एक सर्वर एक प्रोसेस है जो कुछ सर्विस ऑफर कर रही है ठीक है और एक क्लाइंट की धारणा एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रही है ठीक उसी तरह जैसे अगर मेरे पास एक प्रिंट सर्वर है एक प्रिंट क्लाइंट प्रिंटर की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप में से कई नेटवर्क लेवल प्रिंटर के आदी हैं नेटवर्क पर हम उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं यहां तक कि इन दिनों हम नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं जहां एक पैराडिग्म का अर्थ है की आप कनेक्ट कर सकते हैं या अंडरलाइनग नेटवर्क का उपयोग करके कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं राइट यह कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो सर्विस दे रही है यह आमतौर पर क्लाइंट सर्वर के रूप में जाना जाता है और सर्विस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस क्लाइंट प्रोसेस है राइट सर्वर या क्लाइंट अलग मशीन या एक ही मशीन पर चल सकता है यदि यह एक ही मशीन या अलग मशीन पर है तो पूरी चीज़ को संभालने का तरीका समान रहता है सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट का इंतजार करता है दूसरे अर्थ में यदि हम देखें तो सर्वर हमेशा क्लाइंट के रिक्वेस्ट के इंतजार में एक्टिव रहता है जैसे एक बहुत ही लोकप्रिय पैराडिग्म हमारा http सर्वर है ठीक हैकोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आप इंटरनेट पर एक्सेस करना चाहते हैं वह हमारे ब्राउज़र का उपयोग करता है जैसा कि हम देखते हैं कि http www डॉट iitkgp डॉट एसी डॉट इन राइट दो चीजें हैं एक iitkgp सर्वर हैं और दूसरा आईआईटी खड़गपुर नेटवर्क में कहीं है या इंटरनेट में कहीं भी हो सकता हैजब भी क्लाइंट इस प्रकार की रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसे रिस्पांस देता है यह ब्राउज़र मेरा विशिष्ट ब्राउज़र या आपका ब्राउज़र http क्लाइंट के रूप में कार्य कर रहा है और सर्वर मशीन उस पर प्रतिक्रिया दे रही है सर्वर हमेशा क्लाइंट के रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा है यह क्लाइंट को अपने रिक्वेस्ट भेजने और तदनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए इंतजार कर रहा है इस आधार पर कि यदि प्रतिक्रिया सफल हुई है और फॉर्मेट सही है आदि जो कि अन्य चीजों का हिस्सा है लेकिन यह कुछ भी जवाब नहीं देगा जबकि मेरे पास http सर्वर आमतौर पर लिनक्स या httpd या http डेमॉन के रूप में जाना जाता है और मेरे पास एक http क्लाइंट है जो कि http क्लाइंट है या आमतौर पर अगर यह http क्लाइंट है तो हम इसे हमारे स्टैंडर्ड ब्राउज़र वेब ब्राउज़रों द्वारा मेनिफेस्ट करते हैं एक सर्वर और कई क्लाइंट्स हो सकते हैं तो तुरंत दो चीजें पॉप अप होती हैं एक है सर्वर एक के बाद एक ग्राहक की सेवा करेगा वह यह है कि यह एक पुनरावृत्त सर्वर है और दूसरा यह है कि सभी ग्राहकों को एक साथ सेवा दी जाती है तो मेरे पास एक समवर्ती सर्वर है ठीक है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट no of request को एक साथ सर्व किया जा रहा है और उस सीमा के आधार पर रिसोर्स उपलब्धता को देखते हुए नंबर ऑफ सर्वर no of servers पर एक साथ सर्वड किया जा सकता है हम कुछ साइटों में देखेंगे चाहे वह इटरेटिव हो या कौनक्यूरेंट आधारित एप्लिकेशन हो राइट कुछ रिसोर्स जहां सर्वर संभाल सकता है उसे हम इटरेटिव तरीके से करेंगे ज्यादातर मामलों में इसे सामान्य एचटीटीपी सर्वर की तरह कौनक्यूरेंट रूप से सर्व किया जा सकता है जिससे कि कौनक्यूरेंट सर्विस दी जा सके टिपिकल सीनारियों में सर्वर प्रोसेस कुछ कंप्यूटर सिस्टम पर शुरू होती है खुद को इनिशियलाइज़ करती है और फिर स्लीप करती है क्लाइंट के रिक्वेस्ट के इंतजार में राइट यह वह चीज़ है जो क्लाइंट प्रोसेस के रूप में शुरू होती है और जैसे ही क्लाइंट को उसी सिस्टम या किसी अन्य सिस्टम पर इसकी आवश्यकता होती है सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है यह टिपिकल सीनारियों है और जब भी क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म चीजें होती हैं तो इस तरह का मेकैनिज्म होना चाहिए हैंडलिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कुछ के लिए एक से अधिक कनेक्शन इस्टैबलिश्ड हो सकते हैं कुछ सिंगल कनेक्शन कोइस्टैबलिश् करता है जो प्रोटोकॉल पर निर्भर है लेकिन फिर भी इसे संतुष्ट करना होगा जब सर्वर प्रोसेस क्लाइंट को अपनी सर्विस प्रदान करने का काम पूरा करती है तो सर्वर वापस स्लीप करता है और अगले क्लाइंट रिक्वेस्ट के आने की प्रतीक्षा करता है एक बार जब यह समाप्त हो जाता है तो यह फिर से स्लीप करेगा जब चीजें होती हैं तो प्रोसेस रिपीट की जाती है यह बहुत ही वैनिला प्रकार का ऑपरेशन है लेकिन यह उन चीजों का वर्णन करता है कि यह कैसे काम करता है जैसा कि हम क्लाइंट और सर्वर प्रोसेसेस की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं वे एसिमिट्रिक हैं वे सिमिट्रिक नहीं हो सकते सर्वर दो प्रकार के होते हैंएक है जैसा कि हम इटरेटिव सर्वर पर चर्चा कर रहे हैं सर्वर की एक और श्रेणी जिसे हमने कहा है कौनक्यूरेंट सर्वर जो कौनक्यूरेंटली रूप से कार्य करता है एक इटरेटिव सर्वर का उपयोग तब किया जाता है जब सर्वर प्रोसेस पहले से पता होती है प्रत्येक रिक्वेस्ट को संभालने में कितना समय लगता है और सर्वर प्रत्येक रिक्वेस्ट को स्वयं संभालता है और आवश्यकता पड़ने पर चीजों का प्रकार या अधिक विशेष रूप से इटरेटिव वाली चीजों के लिए जाता है रिसोर्स एलोकेशन एक के बाद एक किया जाना चाहिए ताकि सभी चीजों में टकराव ना हो जैसे कि मेरे पास कुछ रिसोर्स हैं किसी प्रकार का रिसोर्स रिजर्वेशन होना चाहिए और प्रकार की चीज हो सकती है और मैं कौनक्यूरेंट रूप से नहीं कर सकता मुझे एक के बाद एक करके इटरेटिवली करनी पड़ सकती है और ज्यादातर मामलों में हमें कुछ अनुमान है कि इस पर काम करने में कितना समय लगेगा ताकि मुझे एक समय में एक कदम ले सकूं सर्वर की सिंगल कॉपी हर समय चलती है राइट और क्लाइंट को इंतजार करना पड़ सकता है कि अगर सर्वर बिजी होता है और इस स्थिति में सर्वर की एक कॉपी या सर्वर प्रोसेस पर एक ही प्रोसेस है यह हर समय चल रहा है और यह अगले अगले अगले अगले पर जाता है तो यह रिक्वेस्ट को संभालने का एक इटरेटिव तरीका है जबकि रिक्वेस्ट को संभालने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा अज्ञात होने पर कौनक्यूरेंट सर्वर का उपयोग किया जाता है यदि किसी रिक्वेस्ट को संभालने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा ज्ञात नहीं है तो कौनक्यूरेंट सर्वर आवश्यक है राइट सर्वर प्रत्येक रिक्वेस्ट को संभालने के लिए एक और प्रोसेस शुरू करता हैराइट सर्वर एक और प्रोसेस शुरू करता है या दूसरे अर्थ में मेरी आवश्यकता या मेरा डिलीवरी का तरीका कौनक्यूरेंट है जैसे कि मेरे पास एक iitkgp वेबसाइट या मेरी खुद की वेबसाइट या कुछ ऐसा है जो मैं कौनक्यूरेंट सर्विस कर सकता हूं इसलिए सर्वर की एक कॉपी डेडीकेटेड विधान में क्लाइंट रिक्वेस्ट को पूरा करती है तो यह इंपॉर्टेंट है राइट तो यह क्या करता है यह उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार के OS प्रोग्रामिंग के आदी हैं यहां एक फॉकिंग कांसेप्ट है एक चाइल्ड प्रोसेस फॉकिंग कांसेप्टराइट सर्वर एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है जो विशेष क्लाइंट के रिक्वेस्ट को पूरा करता है और फिर वह फिर से वापस आता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट को सुनना शुरू करता है राइट तो यह ग्राहकों की सेवा करने के लिए स्वयं की एक प्रति बनाता है क्लाइंट रिक्वेस्ट के रूप में सर्वर की कई प्रतियां बनाई जाती हैं इसलिए रिसोर्सेज उपलब्धता के आधार पर ग्राहक रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए प्रतियों की संख्या उत्पन्न की जाएगी तो चाहे TCP हो या UDP फिर से एप्लीकेशन की आवश्यकता क्या है कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले होस्ट के बीच कनेक्शन इस्टैबलिश् करना होता है ठीक है यह कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हो सकती है जैसे कि FTP प्रकार की चीज़ें या यह कनेक्शन लेस सर्विस हो सकती है या तो UDP जैसे DNA Sub DNA प्रकार की चीज़ें जहाँ या DNA रिज़ॉल्यूशन जो कि UDP प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं जो कि एप्लिकेशन की आवश्यकता के आधार पर हो राइट यदि आप देखते हैं तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है हमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है राइट जैसे कि सर्वर का IP सर्वर का पोर्ट जहां सर्वर सुन रहा है राइट तोहमारी टर्मिनोलॉजी क्या होगी हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में क्या देखते हैं कि एक सिस्टम की पहचान करने के लिए हमें सिस्टम में एक प्रोसेस की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है हमें एक पोर्ट की आवश्यकता होती है इसलिएआईपी प्लस पोर्ट सर्वर के प्रोसेस के रूप में कम्बाइन्ड चीज़ के प्रोसेस को परिभाषित करता है मुझे सर्वर की आईपी और सर्वर प्रोसेस के पोर्ट नंबर के आईपी की आवश्यकता है जहां यह सुन रहा है दूसरी तरफ मुझे क्लाइंट के क्लाइंट आईपी की आवश्यकता है जहां कम्युनिकेशन का दूसरा हिस्सा है और क्लाइंट का पोर्ट जहां यह क्लाइंट प्रोसेस है जहां कम्युनिकेशन कर रहा है तो यह चार बात इसके अलावा हमें उस अंडरलाइनग प्रोटोकॉल की आवश्यकता है हमारे अधिकांश मामलों में हम जिस पर काम करते हैं वह इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा प्रेडोमिनेंट प्रोटोकॉल है ज्यादातर मामलों में यह आईपी प्रोटोकॉल है लेकिन फिर भी यह इस कंबीनेशन के उस चीज को परिभाषित करता है अब अगर यह एक ही मशीन है तो आईपी समान होगा तो सर्वर IP क्लाइंट IP समान होगा लेकिन फिर भी पोर्ट नंबर समान नहीं होगी भले ही प्रोटोकॉल भी समान हो यह पोर्ट उन दो कनेक्शनों को अलग करेगा यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक http सर्वर ओपन करता हूं तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पास कई ब्राउज़र ओपन हैं और मैं iitkgp पेज एक और कुछ अन्य बातें IIT दिल्ली IIT चेन्नई IIT मद्रास और चीजों के प्रकार के बारे में कह रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन यह ऐसा नहीं है कि इन बातों का रिक्वेस्ट हम करेंगे राइट वे ये पाँच टुपल्स हैं जो हर कनेक्शन को अलग करते हैं या हर कनेक्शन को परिभाषित करते हैं इसलिए हमें एक नेटवर्क एप्लिकेशन विकसित करने की आवश्यकता है डेटा लिंक लेयर में हमें ईथरनेट की आवश्यकता होती है जिसके लिए हमें आईपी की आवश्यकता होती है TCP या UDP की ट्रांसपोर्ट लेयर के उपयोग और बर्कले सॉकेट का एक कांसेप्ट है हम आपको इस कोर्स के कुछ हिस्से में कुछ सॉकेट लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि आप यह दिखा सकें कि चीजें कैसे काम करती हैं लेकिन फिर भी यह बर्कले सॉकेट इंटरफ़ेस है तो सॉकेट एक मैंथोडोलॉजी या एक मेकैनिज्म है जिसके द्वारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी काम करता हैराइट यह एक मेकैनिज्म हैजिसके द्वारा यह इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन काम करता है इसका उपयोग एक प्रोसेस को उसी या अलग मशीन पर दूसरे से बात करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है है ना तो मैं इन दो प्रोसेसेस के बीच एक सॉकेट एस्टेब्लिश करता हूं और यहआईपीसी या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इस सॉकेट पर काम करता है या जो आप या आप सभी को C लैंग्वेज के प्रकार पर कुछ काम करने का अनुभव है आप जो देख रहे हैं वह यह है कि यदि आप C लैंग्वेज में एक फ़ाइल ओपन करते हैं तो हमें एक फ़ाइल ID की आवश्यकता होती है यहाँ पर बाकी चीजों के कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक सॉकेट ID भी मिलता है राइट मैं संतुष्ट होने के लिए पांच से अधिक टुपल्स का उपयोग करके एक सामान्य कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूं और एक बार ऐसा करने के बाद मेरे पास वह सॉकेट ID है जो मुझे ट्रैफ़िक को ट्रांसफर करने डेटा को चीजों पर ट्रांसफर करने की अनुमति देता है राइट तो इसका उपयोग प्रोसेस को एक दूसरे या अलग मशीन से बात करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है जैसे कि टेलीफोन की कुछ एनालॉजी का उपयोग किया जाता है जैसे कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अनुमति देने के लिए कि यह बहुत ही स्ट्रेटफॉरवर्ड एनालॉजी है जो इसे इसकी अनुमति देता हैलेकिन सॉकेट मुझे एक मेकैनिज्म देता है या इस आईपीसी या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होने के लिए विधि है राइट तो सॉकेट एस्टेब्लिश करने के लिएहम सॉकेट मेकैनिज्म में क्या करते हैं अधिकांश लिनक्स सिस्टम में सिस्टम द्वारा समर्थित होने के लिए वे समर्थित हैं आप की आवश्यकता क्या होती है आप क्लाइंट एंड में सॉकेट को ओपन करना चाहते हैं एक सॉकेट की आवश्यकता है अगर मैं सर्वर एंड पर हूं तो सर्वर ओपन हो जाता है जिसे हम हाफ सॉकेट के रूप में कहते हैं ठीक है इसका अपना आईपी पोर्ट और प्रोटोकॉल है राइट और उस पोर्ट पर प्रतीक्षा करता है जो रिक्वेस्ट प्राप्त करने के लिए क्लाइंट है इसके दूसरे एंड पर क्लाइंट अपने आईपी पोर्ट और प्रोटोकॉल की तरह एक और हाफ सॉकेट ओपन करता है और यह जानता है कि क्लाइंट सर्वर आईपी है राइट अगर मैं एक रिमोट मशीन से एक FTP करना चाहता हूं तो मुझे आईपी या यूआरएल या उन चीजों का नाम जानना होगा जो आप जानते हैं कि iiitk www dot iitkgp एसी डॉट इन या जब तक आप इस नाम को नहीं जानते तब तक आप iitkgp पेज नहीं खोज सकते अब यह नाम नेटवर्क पर किसी भी कम्युनिकेशन के लिए लागू नहीं होगा तो नेटवर्क लेयर केवल आईपी एड्रेस को समझता है जो कि DNS द्वारा रिजॉल्व किया जाना है इसलिए डीएनएस एक आईपी रिटर्न करता है दूसरे अर्थ में मुझे किसी तरह से या डेस्टिनेशन के अन्य आईपी एड्रेस को जानना चाहिए क्लाइंट चीजों पर सर्वर से कनेक्शन रिक्वेस्ट के कुछ प्रकार कहता है अगर यह फॉर्मेट वगैरह सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार मेल खाता है तो यह 5 ट्यूपल एस्टेब्लिश करता है और जो इन दो क्लाइंट सर्वर के बीच एक सॉकेट एस्टेब्लिश करता है इस सॉकेट ID का उपयोग करते हुए दोनों तरफ कम्युनिकेशन चलता रहेगा जैसे कि डेटा ट्रांसफर इत्यादि जब दो मशीनों पर स्थित दो प्रक्रियाएं संचार करती हैं तो हम एसोसिएशन और सॉकेट को परिभाषित करते हैं यह वह है जिनकी हमने चर्चा की है इसमें एक प्रोटोकॉल होगा आईपी लोकल आईपी या मैं कहता हूं क्लाइंट आईपी क्लाइंट पोर्ट सर्वर आईपी सर्वर पोर्ट आमतौर पर सॉकेट को हाफ एसोसिएशन भी कहा जाता है प्रोटोकॉल लोकल आईपी लोकल पोर्ट या प्रोटोकॉल क्लाइंट आईपी क्लाइंट पोर्ट या प्रोटोकॉल रिमोट है सर्वर आईपी सर्वर पोर्ट है और एक बार कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश होने के बाद कम्युनिकेशन इसी तरह आगे चलता रहता है तो यह परिभाषित करता है कि यह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल कैसे काम करता है और हमारी सभी चर्चाएं उन चीजों पर है कि क्लाइंट सर्वर आधारित प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं राइट इसलिए प्रोटोकॉल में से एक बहुत प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल है FTP और ज्यादातर हमने क्लाइंट सर्वर आधारित प्रोटोकॉल पर चर्चा की है तो यह एक है नेटवर्क पर फ़ाइलों के ट्रांसफर की सुविधाएं क्या है एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जो अक्सर TCP या कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस और साथ ही नेट प्रोटोकॉल के साथ काम करता है FTP की परिभाषा या कल्पना RFC959 में परिभाषित की गई है जो रुचि रखते हैं वे आरएफसी में देख सकते हैं एक एफटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी का उपयोग करता है तो एप्लीकेशन लेयर डाउन लेयर का उपयोग करती है जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर वह TCP है जो रिलाएबल एंड टू एंड कनेक्शन प्रदान करता है और डेटा ट्रांसफर को इंप्लीमेंट करने वाले दो प्रकार के कनेक्शन को लागू करता है सबसे पहले यह ट्रांसपोर्ट मोड में TCP लेयर का उपयोग करता है और फिर यह दो कनेक्शनों को लागू करता है इसलिए एक कंट्रोल के लिए और एक डेटा के लिए हम उस पर आते हैं TCP क्लाइंट पहले कनेक्शन की शुरुआत करता है जिसे अच्छी तरह से ज्ञात पोर्ट 21 पर कंट्रोल कनेक्शन के रूप में संदर्भित किया जाता है इसलिए कि इनिशियल कनेक्शन पोर्ट है यह इस पोर्ट पर है कि FTP सर्वर नए कनेक्शन की स्वीकृति के लिए सुनता हैतो इसका मतलब है कि लिनक्स में एफटीपी सर्वर एफटीपीडी को इनिशियलआइस करता है या हमारे अन्य सॉकेट शब्दों में एक हाफ सॉकेट बनाता है और पोर्ट 21 को सुनता है तो क्या कोई FTP रिक्वेस्ट है किसी भी पोर्ट से आ रही चीज़ और FTP क्लाइंट की तरह यह कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर पोर्ट 21 पर उस विशेष सर्वर को हिट करता है ठीक है तो यह पोर्ट 21 का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है इसलिए जब आप डिफ़ॉल्ट रूप से एफ़टीपी फ्तपदेते हैं तो यह पता चलता है कि यह 21 पोर्ट पर जाता है यदि आप पोर्ट 21 को सर्वर एंड पर किसी अन्य पोर्ट में बदलना चाहते हैं तो कनेक्शन अनुरोध उस विशेष पोर्ट पर आना चाहिए पोर्ट 21 के बजाय मान लीजिए यह कुछ 8 8 8 8 है राइट तो यह 8 8 8 8 पर बराबर होना चाहिए इसलिए आप उस विशेष पोर्ट पर उस सेवा के लिए जाते हैं लेकिन वैसे भी उस जटिलता के बिना हम देखते हैं कि पोर्ट 21 डिफ़ॉल्ट पोर्ट है कंट्रोल करेक्शन का उपयोग सभी कंट्रोल कमांड के लिए किया जाता है जो क्लाइंट सर्वर पर लॉग इन करने के लिए उपयोग करता है फ़ाइल मैनिपुलेट करता है सेशन समाप्त करता है वगैरह राइट यह भी एक कनेक्शन है जिसमें FTP सर्वर इस कंट्रोल कमांड वगैरह के जवाब में क्लाइंट को मैसेज भेजेंगे तो उन चीजों में भी परिभाषित किया गया है इस लेक्चर के अंत में कुछ लोकप्रिय कंट्रोल कमांड डेटा कमांड वगैरह को हम देखेंगे एफटीपी के दूसरे कनेक्शन को डेटा कनेक्शन के रूप में जाना जाता है इसलिए आमतौर पर डेटा कनेक्शन को पोर्ट 20 पर एस्टेब्लिश किया जाता है तो 21 कंट्रोल पोर्ट है 20 डेटा कनेक्शन है हालाँकि डेटा कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है इसके आधार पर दोनों क्लाइंट सर्वर एफीमेरल पोर्ट का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 21 कंट्रोल पैनल है लेकिन डेटा क्लाइंट सर्वर इसके लिए कुछ अन्य एफीमेरल पोर्ट का उपयोग करने पर सहमत हो सकता है FTP डेटा कनेक्शन पर डेटा ट्रांसफर करता है FTP केवल एक डेटा कनेक्शन को ओपन करता है जब क्लाइंट एक कमांड जारी करता है जिसमें डेटा ट्रांसफर की आवश्यकता होती है जैसे कि किसी फाइल को रिट्रांसमिट करने की रिक्वेस्ट या फाइलों की लिस्ट वगैरह अलग अलग तरह से हम फिर से हमारे पास एक उल्लेख करेंगे जो मैं देखूंगा मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड कमांड दिखाऊंगा वैसे भी वे किसी भी किताब या नेटवर्क पर उपलब्ध चीजें हैं लेकिन फिर भी हम लोकप्रिय कमांड डेटा डेटा ट्रांसफर कमांड भी दिखाएंगे डेटा कनेक्शन एकतरफा है फाइल केवल क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट या दोनों के लिए डेटा ट्रांसफर कर सकती है तो यह एक तरीका है या तो यह या यह तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं ठीक है डेटा कनेक्शन क्लाइंट या सर्वर द्वारा शुरू किया जा सकता है सर्वर द्वारा शुरू किए गए डेटा कनेक्शन एक्टिव हैं जबकि क्लाइंट द्वारा शुरू किए गए लोगों को पैसिव कहा जाता है राइट तो यह दोनों चीजों द्वारा शुरू किया जा सकता है और सर्वर द्वारा एस्टेब्लिश कनेक्शन को एक्टिव कनेक्शन कहा जाता है या क्लाइंट द्वारा शुरू किया गया पैसिव है अगर हम बुनियादी कार्यों को देखें तो यह एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है तो यह किस पर आधारित है हमने इस लेक्चर के इनिशियल पार्ट पर चर्चा की है कनेक्शन कंट्रोल को आमतौर पर FTP कमांड भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है डेटा कनेक्शन में आमतौर पर पोर्ट 20 का उपयोग किया जाता है जो फ़ाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है डेटा ट्रांसफर प्रोसेस को संसाधित करता है दो प्रकार की चीजें हैं प्रोसेस हैं एक डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है या जिसे हम DTP के रूप में संदर्भित करते हैं जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और डेटा चैनल का मैनेजमेंट करता है एक और जिसे हम प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर या पाई कहते हैं राइट इसलिए प्रोटोकॉल की व्याख्या करते हुए हमें कंट्रोल चैनल से प्राप्त इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके DDP को कंट्रोल करते हैं तो एक प्रोटोकॉल की व्याख्या करने के लिए प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर है और DTPA डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल फ़ाइलों को ट्रांसफर करने के लिए कमांड का उपयोग करता है तो फिर से बेसिक ऑपरेशन के साथ जारी रखने के लिए हम इसे देखते हैं जैसा कि हमने चर्चा की थी कि दो तरीके हैं एक एक्टिव मोड कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट क्लाइंट है पोर्ट 21 पर बड़े पोर्ट नंबर सर्वर हैं क्लाइंट पर डेटा कम्युनिकेशन पोर्ट N प्लस 1 सर्वर पोर्ट 20 है ठीक है यह पैसिव मोड कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट में एक्टिव मोड में है क्लाइंट एक बड़ी पोर्ट संख्या 1023 से अधिक होनी चाहिए और सर्वर पोर्ट 21 डेटा कनेक्शन क्लाइंट फिर से N प्लस 1 सर्वर है 1023 से अधिक किसी भी बड़े पोर्ट नंबर इसका मतलब है कि उन रिजर्व पोर्ट या रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट का नहीं फाइल ट्रांसफर मोड या तो ASCII हो सकता है जो txt html और वगैरह वगैरह हो सकता है या यह doc pdf जैसे कुछ मीडिया फाइल पर बाइनरी हो सकता है इसलिए आपको यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि ASCII या बाइनरी या बिन के प्रकारों को परिभाषित किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है एक ही बात अगर हम क्लाइंट को देखने की कोशिश करते हैं तो FTP एक प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर एक डेटा ट्रांसफर प्रोसेस और एक यूजर इंटरफेस के साथ बनाया जाता है यदि आपके पास अपना FTP क्लाइंट है जैसे कई ओपन सोर्स क्लाइंट हैं तो आपके पास एक यूजर इंटरफ़ेस है और अंडरलाइनग इसमें एक प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर और एक डेटा ट्रांसफर प्रोसेस या पीआई और टीटीएफ है एक डीटीपी डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है सर्वर एंड पर एक प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर और DTP भी है तो एक कंट्रोल कनेक्शन के लिए है एक डेटा कनेक्शन है और हमारे पास दो फाइल सिस्टम हैं राइट क्लाइंट साइड एक फाइल सिस्टम पर और सर्वर भी दो फाइल सिस्टम पर साइन करता है या तो फ़ाइल डेटा को यहां से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन हमारे पास दो फाइल सिस्टम हैं क्लाइंट एंड में क्लाइंट के पास यूजर इंटरफेस होता है इस तरह की चीजों को करने के लिए कमांड लाइन चीजें आदि वे एफटीपी कनेक्शन कर सकते हैं और कमांड लाइन में बेसिक कमांड कर सकते हैं एफ़टीपी क्लाइंट उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर के साथ कम्युनिकेट करता है जो कंट्रोल कनेक्शन का प्रबंधन करता है पीआई किसी भी एप्लिकेशन विशिष्ट कमांड को RFC आर्किटेक्चरल FTP कमांड में ट्रांसलेट करता है और इन कंट्रोल कमांड को FTP सर्वर पर कम्युनिकेट करता है एफ़टीपी सर्वर का पीआई इन कमांडों को प्राप्त करता है और फिर ग्राहकों के अनुरोध को पूरा करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू करता है यदि अनुरोध को डेटा के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है तो डेटा प्रबंधन क्लाइंट और सर्वर एप्लिकेशन दोनों पर डीटीपी द्वारा किया जाता है डेटा स्थानांतरण के पूरा होने के बाद डेटा कनेक्शन बंद हो जाता है और नियंत्रण क्लाइंट और सर्वर एप्लिकेशन के पीआई को वापस कर दिया जाता है पहले पीआई के लिए पीआई एस्टेब्लिश कंट्रोल कनेक्शन का ध्यान रखेंगे और यदि कोई डेटा ट्रांसफर शामिल है तो डीटीपी सामने आएगा डेटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद डेटा कनेक्शन बंद हो जाता है क्लाइंट और सर्वर एप्लिकेशन के पीआई को कंट्रोल वापस कर दिया जाता है और यदि एक ही एफटीपी सेशन पर कई डेटा ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है तो प्रत्येक कनेक्शन पर केवल एक डेटा ट्रांसफर हो सकता है प्रत्येक हस्तांतरण के लिए एक अलग कंट्रोल कनेक्शन खोला जाएगा इसे अप्पर लेवल पर प्रबंधित किया जा सकता है जो कि यूजर इंटरफ़ेस या FTP क्लाइंट प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए सभी इंडिविजुअल डेटा कनेक्शन को सही तरीके से स्थापित करता है यदि आप यूज़र पर्सपेक्टिव को देखें तो यूजर के पर्सपेक्टिव से रिमोट होस्ट से कनेक्ट करेंडायरेक्टरी स्ट्रक्चर को नेविगेट और मैनिपुलेट करें मैं रिमोट होस्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जा सकता हूं या अगर वहां कोई परमिशन है तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं ट्रांसफर के लिए फाइलों की लिस्ट उपलब्ध होती है जब आप डेटा को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो स्थानांतरण मोड को स्थानांतरण प्रकार और डेटा संरचना को परिभाषित करें राइट रिमोट होस्ट से डेटा ट्रांसफर करें यह क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट तक हो सकता है जब भी काम खत्म हो रिमोट होस्ट को डिस्कनेक्ट कर दें यह देखने का विशिष्ट तरीका हो सकता है यह एक टिपिकल सिनेरियो है मान लीजिए कि एक वर्कस्टेशन FTP क्लाइंट FTP सर्वर के बराबर है यह FTP सर्वर पर लॉग ऑन करता है रिमोट डायरेक्टरी पर नेविगेट करें जहां डेटा है राइट फ़ाइल टाइप निर्दिष्ट करें कि फ़ाइल किस प्रकार की है इसका मतलब है कि क्या आपको बाइनरी ASCII और चीजों की आवश्यकता है फ़ाइल भेजें वह डेटा डालें यदि मैं फ़ाइल को रिट्रीव करना चाहता हूं तो प्रोसेस प्राप्त करें फिर उसे छोड़ कर सेशन समाप्त करें यह देखने का एक विशिष्ट तरीका है जब मैंने इस लोकल होस्ट से कुछ डेटा को इस रिमोट होस्ट में डाल दिया है या जहां यह एफटीपी क्लाइंट के रूप में कार्य करता है और यह एफटीपी सर्वर है एक और अवधारणा है जिसे टीएफटीपी कहा जाता है इसलिए मैंने सोचा कि यह जानना अच्छा होगा यह ट्रीवीयल FTP प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है यह लो पेलोड एफटीपी प्रोटोकॉल है राइट आमतौर पर व्यापक रूप से यह कहा जाता है कि आप राउटर या नेटवर्क डिवाइस और प्रकार की चीजों में एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं जहां बहुत रिसोर्से इनेबल्ड नहीं हैं यह टीएफटीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस सरलीकृत दृष्टिकोण में पारंपरिक एफ़टीपी पर कई फायदे हैं बूट समय पर फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए डिस्क रहित उपकरणों का उपयोग की जाने वाली चीजों के लिए एक बहुत ही सिंपल वेनिला पर्सपेक्टिव है इसलिए किसी भी ऑटोमेटेड प्रोसेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिस्कलेस डिवाइस जिसके लिए यूजर ID पासवर्ड का असाइनमेंट संभव नहीं है इसका मतलब है वहाँ बहुत रिसोर्से नहीं है छोटे एप्लीकेशन साइज इसे विभिन्न डिवाइसेज में विभिन्न लो रिसोर्स डिवाइसेज और एनवायरमेंटल डिवाइसेज में लागू करने की अनुमति देता है रिसोर्से आवश्यकता बहुत लेयर या लेस या कंस्ट्रेंड रिसोर्से आवश्यकता नहीं है टीएफटीपी यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के टॉप पर कार्यान्वित किया जाता है यह इंटरेस्टिंग है राइट एफटीपी आमतौर पर TCP से अधिक है टीएफटीपी आमतौर पर UDP से अधिक है यह रिलाएबल ट्रांसफर नहीं है टीएफटीपी क्लाइंट प्रारंभ में जाने माने पोर्ट 69 के माध्यम से रीट्राय रिक्वेस्ट भेजता है इसलिए यह हमारे पोर्ट 21 की तरह नहीं है सर्वर और क्लाइंट तब उस पोर्ट को निर्धारित करते हैं जिसका उपयोग बाकी कनेक्शन के लिए किया जाएगा इसलिए शुरू में वह रिक्वेस्ट 69 और फिर एक बात पर सहमत हो गया TFTP में एफटीपी की अधिकांश विशेषताओं का अभाव है और इसके बजाय यह केवल एक सर्वर से फ़ाइल पढ़ने या किसी सर्वर पर फ़ाइल लिखने तक सीमित है तो यह सर्वर को अपडेट करने या पढ़ने या अपडेट करने के लिए अधिक है टीएफटीपी में यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है इस संबंध में यह इनसिक्योर प्रोटोकॉल है लेकिन स्थानों पर या लेकिन जिस स्थिति में हम उपयोग करते हैं हम एक फर्मवेयर को अपडेट करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन चीजों को जहां मैं अलग से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूं मेकैनिज्म राइट उस चैनल से समझौता करना अधिक कठिन हो सकता है क्योंकि उस और अन्य चीजों की तरह एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं हो सकता है फिर हम जल्दी से कुछ कमांड्स पर जाते हैं जो इन किताबों में उपलब्ध होती हैं इन्हें इन पुस्तकों सहित विभिन्न सोर्सेस से लिया जाता है और जो मैंने सोचा था कि यह होगा ये टिपिकल कमांड हैं तो USER PASS ACCT वगैरह जैसे यूजर इंफॉर्मेशन पासवर्ड अकाउंट इंफॉर्मेशन री इनिशियलाइजेशन लॉगआउट एबॉर्टिंग पिछले कमांड्स एक्सेस कमांड्स में से कुछ हैं कुछ फ़ाइल मैनेजमेंट कमांड जैसे CWD किसी अन्य डायरेक्टरी में बदल जाते हैं या एक फ़ाइल को हटाने के लिए या MKD इसे एक डायरेक्टरी और आगे और आगे बनाते हैं तो ये कुछ कमांड्स हैं जो फाइल मैनेजमेंट कमांड हैं ये कुछ डेटा फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं जैसे कि हम टाइप डिफाइन करने के लिए चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह ASCII या FD है या इसमें किस तरह की फाइल है यह स्ट्रक्चर है कि क्या यह एक फाइल या रिकॉर्ड है या पेज MODE है चाहे वह स्ट्रीम ब्लॉक हो या कंप्रेस मोड और टाइप की चीज़ों का तो ये सभी परिभाषाएं हैं आप परिभाषित कर सकते हैं जो डेटा फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं और RETR जैसे फाइल ट्रांसफर कमांड हैं फाइल को रिट्रीव करें STOR स्टोर फाइलें और इसी तरह आगे राइट ट्रांसफर फ़ाइलों के कई सेट हैं फ़ाइलों के उस सेट की स्थिति वापस करने के लिए STAT नामक एक कमांड है इसके साथ हम विशेष रूप से आज के लेक्चर में देखते हैं हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं कि क्लाइंट सर्वर की बेसिक फिलॉसफी कैसी है हमने अभी वहां सॉकेट प्रोग्राम शुरू किया है हम बाद के कुछ लेक्चर या कुछ सेशन में करेंगे हम आपको किसी तरह यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह प्रोग्रामिंग काम कर सकती है और हम इस सॉकेट का उपयोग करके अपने नेटवर्क लेबल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं हमने एफटीपी के बारे में चर्चा की जो मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुत ही प्रीडोमिनेंट एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल में से एक है कंट्रोल और डेटा पोर्ट के लिए दो पोर्ट का उपयोग करता है और FTP का दूसरा वर्जन भी है जो लो पेलोड एफटीपी है या टीएफटीपी जो कंस्ट्रेंड रिसोर्सेज वाले डिवाइसेज में कई फर्मवेयर अपडेट और अन्य कॉन्फ़िगरेशन अपडेट के लिए उपयोग किया जाता है तो इसके साथ ही हमें अपनी आज की चर्चा को रोक देना चाहिए धन्यवाद